पिछले दो कक्षाओं में मैंने संक्षेप में ओसीलेशन के प्रयोगों के बारे में चर्चा की है मूल रूप से स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम पोहल का पेंडुलम Pohl's pendulum कपल्ड पेंडुलम तो कपल्ड ओसीलेशन में हमने देखा है कि एक ओसीलेटर ने दूसरे को ऊर्जा स्थानांतरित की और इसके प्रतिकूल तो एक श्रृंखला में हजारों ओसीलेटर के कपल्ड ओसीलेशन मूल रूप से तरंग उत्पन्न करते हैं तो आइए हम तरंग के प्रयोगों को देखते हैं तरंग पर भी हमने प्रायोगिक भौतिकी I में प्रयोगों का प्रदर्शन किया है हमने एक स्ट्रिंग में अनुप्रस्थ तरंग का प्रदर्शन किया है और स्ट्रिंग में तरंग के कला वेग का निर्धारण किया है और साथ ही हमने स्ट्रिंग की प्रति यूनिट लंबाई निर्धारित की है इसके अलावा हमने एक एयर कॉलम में अनुदैर्ध्य तरंग का प्रदर्शन किया है और हवा में ध्वनि का वेग निर्धारित किया है इस प्रयोग से हमने महसूस किया है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें क्या हैं और उन्हें कैसे उत्पन्न किया जाए स्थिर तरंगों में नोडल और एंटी नोडल बिंदुओं का अवलोकन व्यवहार में वेवलेंथ क्या है स्ट्रिंग कंपन में हमने नोडल और एंटी नोडल बिंदुओं को देखा है और वेवलेंथ वे दो नोडल बिंदुओं के बीच हैं यह वेवलेंथ मूल रूप से λ2 है तो 3 नोडल बिंदु यदि आप 3 नोडल बिंदुओं या 3 एंटी नोडल बिंदुओं के बीच की दूरी तय करते हैं तो वह λ है ऐसा व्यवहार में हमने देखा है हमने महसूस किया है हमने तरंगों के वेग को भी मापा है तरंगों के वेग को कैसे मापना है यह भी हमने देखा है और हमने महसूस किया है कि मूलभूत मोड या 1st 2nd तीसरा हार्मोनिक्स क्या हैं तो स्ट्रिंग में आवृत्ति को बदलते हुए हम विभिन्न हार्मोनिक्स की तरंगों को उत्पन्न पैदा करने में सक्षम हैं पहला हार्मोनिक्स स्ट्रिंग की लंबाई के लिए λ2 होगा यह मौलिक विधा या पहला हार्मोनिक्स है इसी तरह आवृत्ति को बदलते हुए हम दूसरा हार्मोनिक्स उत्पन्न करते हैं फिर तीसरा हार्मोनिक्स ये मूल रूप से जो कुछ भी सिद्धांत में हैं हम किताबों में पढ़ते हैं ये चीजें व्यावहारिक रूप से हम अपनी प्रयोगशाला में देखते हैं फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर प्रयोग का प्रदर्शन किया एक पहिए मूल रूप से चक्के की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी वस्तु जो घूमती है जिसमें घूर्णी गति होती है की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और द्रव्यमान ये मूल रूप से बराबर हैं रैखिक गति के मामले में द्रव्यमान का जो भी कार्य होता है घूर्णी गति के मामले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही कार्य है जैसे की एक मामले में बल दूसरे मामले में टॉर्क है ठीक है तो किसी भी वस्तु की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता लगाया जा सकता है हमारी प्रयोगशाला में हमने चक्का ले लिया है सैद्धांतिक रूप से चक्के की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की गणना करना मुश्किल है लेकिन प्रयोगात्मक रूप से इसे मापना मुश्किल नहीं है इस प्रयोग से इस प्रयोग के प्रदर्शन से जो हमने सीखा या जो हमने देखा है वह मूल रूप से स्थितिज ऊर्जा का सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरण है सही हमें व्यावहारिक रूप से एहसास हुआ हमने देखा है कि जब एक ऊँचाई h से एक छोटा द्रव्यमान छोड़ा जाता है उस समय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है जब ऊंचाई कम हो रही है और साथ ही साथ पहिए की गति बढ़ रही है तो पहिए की घूर्णी ऊर्जा बढ़ रही है ठीक है तो यह स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में प्रत्यक्ष रूपांतरण है और वे संरक्षित हैं उस संरक्षण से मूल रूप से हमें चक्के की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता चला तो ऊर्जा वास्तव में यह गतिज ऊर्जा यह घूर्णन के कारण है इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा को पहिए में स्थानांतरित किया जाता है और पहिया एक कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूम रहा है जैसे की पहिए में संग्रहित ऊर्जा आधी आई ओमेगा स्क्वायर है यह ऊर्जा यहां से आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कोणीय वेग पर निर्भर करती है अधिकांश यंत्रसमूह के हिस्से होते हैं जो उनके अनुदैर्ध्य अक्ष पर घूमते हैं पहियों शाफ्ट इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स केन्द्रापसारक पंप हर जगह पहियों का उपयोग किया जाता है सही चक्का अनिवार्य रूप से एक यांत्रिक बैटरी है यह एक यांत्रिक बैटरी के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा को संग्रहीत करता है और फिर निर्वहन करता है इस पहिये के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं यह प्रयोग हमें कई अनुप्रयोगों को समझने में मदद करेगा जहां पहिए शामिल हैं अगले प्रयोग हमने प्रयोगात्मक भौतिकी I में प्रदर्शित किए हैं अर्थात् यंग मॉड्यूलस पृष्ठ तनाव और श्यानता के प्रयोग इन तीनों प्रयोगों का मैंने यहां एक साथ उल्लेख किया है क्योंकि वे लोच से संबंधित हैं यह पदार्थ के गुणों से संबंधित है कोई भी पदार्थ के गुणों को कैसे माप सकता है इन प्रयोगों से जैसे कि यंग मॉड्यूलस पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणांक ये ऐसे पैरामीटर हैं उस पदार्थ के द्रव्य के गुणों के बारे में बताते हैं यंग मॉड्यूलस के मामले में हमने कैंटीलीवर बीम विधि का उपयोग किया हमने कैंटीलीवर बीम का उपयोग किया और बीम का झुकाव कई अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए इस उपकरण को एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी कहा जाता है यह पदार्थ की सतह की इमेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है इसका उपयोग पदार्थ की आकृति विज्ञान को देखने के लिए किया जाता है पदार्थ की संरचना क्या है सतह की परमाणु संरचना क्या है 1 नैनोमीटर रिज़ॉल्यूशन में पदार्थ की सतह की इमेजिंग इसलिए इस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके हम 1 नैनोमीटर रिज़ॉल्यूशन में सतह की छवि लेते हैं पदार्थ अनुसंधान में अनुसंधान के लिए यह बहुत उपयोगी उपकरण है इस मामले में इस कैंटीलीवर बैंडिंग का उपयोग किया जाता है यह इस उपकरण का दिल है मुझे लगता है कि आप बाद में इस यंत्र के बारे में जान जाएंगे फिर यह एक अन्य उपकरण कैंटिलीवर बीम मैग्नेटोमीटर है जिसका उपयोग मैं अपनी प्रयोगशाला अनुसंधान प्रयोगशाला में करता हूं इस मैग्नेटोमीटर का उपयोग चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जैसे मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन चुंबकीय पदार्थ की मैग्नेटो क्रिस्टलीय एनिसोट्रॉपी यह मैग्नेटोमीटर कैंटिलीवर बीम सिद्धांत का उपयोग करता है इस मैग्नेटोमीटर में भी इस उपकरण का दिल मूल रूप से कैंटिलीवर बैंडिंग है हमने जो भी प्रयोग किया है यह केवल यही नहीं है कि हमने यंग मॉड्यूलस मापा है लेकिन हमने बैंडिंग मूमेंट सिद्धांत के बारे में सीखा है और इस बैंडिंग मूमेंट सिद्धांत को अन्य अनुप्रयोगों के लिए लागू किया जाता है मैंने उनमें से दो का उल्लेख किया है लेकिन कई अनुप्रयोग हैं और कैंटिलीवर बैंडिंग अनुप्रयोगों के उद्देश्य से बहुत उपयोगी है बेशक यांत्रिक इंजीनियरिंग में यांत्रिक इंजीनियरिंग पदार्थ के लोचदार गुण के बिना नहीं सोची जा सकती है न केवल हमने यंग मॉड्यूलस को मापा है यंग मॉड्यूलस को माप कर आप मूल रूप से पदार्थ की लोचदार गुण को जान सकते हैं यह यांत्रिक इंजीनियरिंग के लिए उपयोगी है यह सामान्य उपयोग है लेकिन इसके अलावा मैंने यह भी उल्लेख किया है कि कैंटिलीवर बैंडिंग के अन्य अनुप्रयोग हैं इसी प्रकार पृष्ठ तनाव के लिए हमने कैपिलरी राइज विधि द्वारा पानी के पृष्ठ तनाव के मापन का प्रदर्शन किया है हमने देखा है कि हमने विभिन्न छोटे त्रिज्या के छेद की नली का उपयोग किया है जिसे हम मूल रूप से एक कैपिलरी ट्यूब बताते हैं हमने देखा है कि इस कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से पानी या तरल बढ़ जाता है यह क्यों बढ़ता है इसका कारण पृष्ठ तनाव है और यह पृष्ठ तनाव के साथ साथ नीचे की ओर के गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित है वह तरल स्तंभ यह गुरुत्वाकर्षण भार के साथ संतुलित है वह बल जो नीचे की ओर होता है और ऊपर की ओर जो पृष्ठ तनाव होता है तो ये दोनों बल संतुलित होने पर कैपिलरी ट्यूब में तरल की ऊंचाई का फैसला लेते हैं यह स्वचालित रूप से है यह सिर्फ कैपिलरी ट्यूबों के माध्यम से उठता है वह पृष्ठ तनाव के कारण है यह इस पृष्ठ तनाव के कारण है हम जानते हैं कि पौधों में पानी कैसे पेड़ की जड़ों से जाता है पानी जमीन से पत्ती में कैसे जाता है तो वह इस वजह से है मूल रूप से पृष्ठ तनाव की वजह से हुए कैपिलरी वृद्धि के कारण है यह प्राकृतिक घटना है हम पौधों में देख सकते हैं हम दैनिक जीवन में भी पृष्ठ तनाव के प्रभावों को देख सकते हैं जैसे कीट पानी की सतह पर जा सकते हैं या चल सकते हैं छोटे कीड़े वे पानी की सतह पर चल सकते हैं तरल की सतह पर यह पृष्ठ तनाव के कारण है मच्छर के अंडे भी पानी पर तैर सकते हैं ठीक इसीलिए बरसात के समय में पानी अलग अलग जगहों पर होता है वे जमा हो जाते हैं और हमें भय रहता है कि उस स्थिर पानी के कारण मच्छर बहुत होंगे तो हम उस स्थिर पानी से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह मच्छर उनके अंडे यह स्थिर पानी की सतह पर इनको बढ़ावा मिलता है पृष्ठ तनाव के कारण यह फिर काफी संख्या में मच्छरों को उत्पन्न करता है उसको नष्ट करने के लिए आम तौर पर मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है या नहीं हम आम तौर पर लोग मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं आप जानते हैं मिट्टी का तेल मिट्टी के तेल को पानी पर छिड़का जाता है ताकि मच्छर के अंडे डूब जाएं और प्रजनन बंद हो जाए क्योंकि मिट्टी का तेल इसका पृष्ठ तनाव पानी से कम है जब हम इस मिट्टी के तेल को फैलाएंगे तो मच्छरों के अंडे अब यह मिट्टी के तेल पर तैर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम है तो यह अब मिट्टी के तेल के नीचे है मिट्टी का तेल जिसका उपयोग किया जाता है का पृष्ठ तनाव कम होता है और ये अंडे नष्ट हो जाते हैं और इसलिए आप मच्छरों के प्रजनन को रोक सकते हैं दूसरा गर्म पानी है धोने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि हीटिंग पृष्ठ तनाव को कम करता है इसलिए जब आप कुछ धो रहे होते हैं कपड़े या बर्तन यदि पृष्ठ तनाव कम है तो सफाई बेहतर होगी इस प्रकार यह पानी या तरल आसानी से उस जगह तक पहुंच सकता है जहां आप साफ करना चाहते हैं बहुत छोटे छिद्र वगैरह सही इसलिए यदि पृष्ठ तनाव कम है तो यह धुलाई के लिए बेहतर है गरम पानी में पृष्ठ तनाव कम होता है क्योंकि तापमान के साथ पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो इसीलिए इस भौतिक विज्ञान को जाने बिना अनुभव से लोग गर्म पानी या गुनगुने पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए बर्तन धोने के लिए करते हैं सही तो कारण मूल रूप से पृष्ठ तनाव है इसके अलावा हम डिटर्जेंट मिलाते हैं हम बताते हैं कि अगर हम डिटर्जेंट मिलाते हैं तो सफाई बेहतर होगी दरअसल डिटर्जेंट मिलाने से भी यह पानी के तरल के पृष्ठ तनाव को कम करता है तो इसीलिए ठंडे पानी में भी डिटर्जेंट मिलाने से यही क्रिया होती है इसलिए पृष्ठ तनाव को कम करके हम चीजों को बेहतर सही तरीके से साफ कर सकते हैं तो ये हमारे दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं वैसे भी वैज्ञानिक रूप से हम पृष्ठ तनाव को कैसे माप सकते हैं साथ ही साथ पृष्ठ तनाव के महत्व के हमारे दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग हैं यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है अगले इस प्रयोग में हमने कैपिलरी ट्यूब में श्यान प्रवाह का प्रदर्शन किया है हमने एक कैपिलरी ट्यूब में तरल के श्यान प्रवाह का प्रदर्शन किया है श्यानता तरल की गति में प्रतिरोध को बताता है यह कुछ भी नहीं है लेकिन प्रतिरोध है जब एक ट्यूब से तरल बहता है इसलिए जब तरल में ठोस तरल इंटरफ़ेस होता है तो तरल की गति के दौरान यह प्रतिरोध महसूस करता है वह हम श्यानता के संदर्भ में व्यक्त करते हैं श्यानता का गुणांक विभिन्न तरल की श्यानता के मूल्य को जानते हुए उनके अनुप्रयोगों का फैसला किया जाता है कहां आप अनुप्रयोग करना चाहते हैं तरल की श्यानता का गुणांक क्या है यह आवश्यक है यह जानना जरूरी है उदाहरण के लिए यदि आप द्रव को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो नली के व्यास और पंप की क्षमता को तय करने के लिए श्यानता बहुत महत्वपूर्ण कारक है आप किस तरल पदार्थ को एक नली के माध्यम से प्रवाह करना चाहते हैं और इस तरल की श्यानता क्या है इसके आधार पर किसी को नली के व्यास के साथ साथ पंप की पंप क्षमता भी चुननी होती है आप नली के माध्यम से तरल को पंप करना चाहते हैं आप एक नली के माध्यम से तरल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं आप कौन सा तरल चाहते हैं चाहे पानी या चाहे कोई अन्य तरल पदार्थ पंप का डिज़ाइन और पाइप का आकार इसकी लंबाई इसका व्यास यह उस तरल की श्यानता पर निर्भर करेगा जिसे आप प्रवाह करना चाहते हैं श्यानता का एक अन्य अनुप्रयोग जिससे आप काफी परिचित हैं चिकनाई के लिए हम तरल का उपयोग करते हैं हमारे वाहनों में जहाँ कुछ घूमता रहता है वहाँ हम मशीन में चलने वाले भागों के चिकनाई के लिए रोग़न का उपयोग करते हैं उच्च श्यान तरल का उपयोग चलती सतह को स्थायी सतह से अलग रखने के लिए किया जाता है ताकि घर्षण को कम किया जा सके मान लें एक धुरी के पास कुछ घूम रहा है एक अक्ष में जब यह घूम रहा होता है तो घूमने वाले पहिये के साथ साथ धुरी के बीच घर्षण होगा जहां भी घर्षण होगा वह ऊष्मा वगैरह पैदा करेगा हम इस घर्षण को कम करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना है हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें इस पहिये की संपर्क सतह और धुरी को अलग रखना होगा हमें उन्हें अलग रखना होगा उन्हें अलग रखने के लिए हम तरल का उपयोग करते हैं अगर मैं पानी का उपयोग करता हूं तो उन्हें अलग नहीं रख सकता क्योंकि इसकी श्यानता कम है इसलिए हमें एक ऐसे तरल का उपयोग करना होगा जिसमें श्यानता अधिक हो तब वह पहिए और धुरी की संपर्क सतह को अलग रखने में सक्षम होगा ठीक है यही कारण है कि हम मोबिल तरह की चीजों या कुछ रोगन का उपयोग करते हैं इसकी श्यानता पानी की तुलना में बहुत अधिक है ये श्यानता के व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं और श्यानता के गुणांक का माप भी बहुत महत्वपूर्ण है आप को तरल पदार्थों के श्यानता गुणांक को जानना होगा जिसे आप अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करना चाहते हैं आगे हमने कुछ प्रयोग प्रदर्शित किए हैं हमने तापीय गुण पर कुछ प्रयोगों का प्रदर्शन किया है हमने कौन कौन से प्रयोग प्रदर्शित किए हैं हमने मूल रूप से धातु की छड़ के रैखिक विस्तार को मापा है और रैखिक विस्तार गुणांक की गणना की है विशेष रूप से उन प्रयोगों से हमने सीखा है कि पी आई डी नियंत्रक का उपयोग करके तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए पीआईडी जो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव और इंटीग्रल कंट्रोलर है मैंने प्रयोग के दौरान समझाया था मैंने समझाया की यह तापमान को कैसे नियंत्रित करता है तापमान के सटीक नियंत्रण के लिए यह कैसे उपयोगी है इसके अलावा हमने इस प्रयोग में तापमान को जानने के लिए थर्मोकपल के अनुप्रयोग को देखा है बेशक थर्मोकपल पर प्रयोग हमने अपनी प्रयोगशाला में अलग से प्रदर्शित किया है फिर एक और प्रयोग कुचालक की चालकता को कैसे मापना है और एक सुचालक के लिए भी माप सकते हैं तरीके अलग अलग हैं लेकिन हमने केवल यह दिखाया है कि कुचालक के लिए चालकता को कैसे मापें ये पैरामीटर हैं आप पदार्थ के गुण पदार्थ के तापीय गुण को जानते हैं अनुप्रयोग के लिए विभिन्न पदार्थों की चालकता जानना बहुत महत्वपूर्ण है हम शायद ग्लास लिया था जब हम माप रहे थे आप किसी अन्य कुचालक के लिए यही पता लगा सकते हैं चालकता तापीय चालकता इसके अलावा हमने दुलोंग पेटिट के नियम Dulong Petit's Law को सत्यापित किया है यह प्रयोग हमने प्रदर्शित किया है इसके अलावा हमने जूल स्थिरांक Joule's constant J को निर्धारित किया है जो हमें बताता है जूल स्थिरांक Joule's constant J हमें यांत्रिक कार्य का ताप में रूपांतरण को बताता है यांत्रिक कार्य और ताप के बीच का अनुपात क्या है जब वे एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं ठीक यह मौलिक स्थिरांक है आप जानते हैं J जूल स्थिरांक Joule's constant वह भी हमने अपनी प्रयोगशाला में मापा है मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि थर्मोकपल का उपयोग तापमान के माप के लिए किया गया था ज्यादातर मामलों में यह थर्मोकपल तापमान को मापने के लिए बहुत उपयोगी है विशेष रूप से उद्योग में उच्च तापमान के लिए हमारी प्रयोगशाला में अनुसंधान प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों के लिए अधिकांश उपकरण जहां हम किसी गुण को तापमान के एक फलन के रूप में मापते हैं हमें थर्मामीटर का उपयोग पड़ता है तो मूल रूप से ये थर्मोकपल उच्च तापमान को मापने के लिए एक बहुत ही उपयोगी थर्मामीटर है तो विभिन्न प्रकार के थर्मोकपल हैं जो मैंने वर्णित किए है तापमान को कैसे मापें तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल का उपयोग कैसे किया जाता है हमने प्रयोगशाला में थर्मोकपल का अंशांकन करना दिखाया है तापमान जानने के लिए अंशांकन वक्र क्या ई एम एफ उत्पन्न हुआ है वोल्टेज क्या उत्पन्न होता है पहले आपको थर्मोकपल का अंशांकन करना है और फिर हम उस थर्मोकपल को अज्ञात तापमान मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं साथ ही हमने चर्चा की है हमने प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का प्रदर्शन किया है और साथ ही हमने अज्ञात तापमान को भी मापा है ये तापमान से संबंधित प्रयोग हैं ताप से संबंधित पदार्थ के ताप गुणों से संबंधित हैं हमने प्रयोगशाला में प्रदर्शन किया है ये प्रयोग हैं हमने प्रदर्शित किए हैं मूल रूप से उनमें से ज्यादातर गैर विद्युत प्रयोग हैं और अब ताप गुणों में वे गैर विद्युत और विद्युत के बीच के जंक्शन हैं जहां ऊष्मा को वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है यह विद्युत और गैर विद्युत प्रयोगों के बीच का जंक्शन है अगली कक्षा में मैं विद्युत और चुंबकत्व पर प्रयोगों के बारे में चर्चा करूँगा जो कुछ भी हमने प्रायोगिक भौतिकी I में प्रदर्शित किए हैं अब मैं यहां रुक जाता हूं आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद